नमस्कार और आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है हम लॉसलेस इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे इसलिए हमें पिछले व्याख्यान की थोड़ी समीक्षा करनी चाहिए इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने ZL 10 j 10 Ω लिया था और फिर हम स्मिथ चार्ट पर स्थित थे एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इम्पीडेन्स की कोई भी मूल्य इस विशेष वृत्त के अंदर हैं आप इस विशेष तकनीक का उपयोग कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं आप यहां इम्पीडेन्स मूल्य को इगिंत करें आप ऊपर जा सकते हैं या आप नीचे जा सकते हैं यह बिंदु यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ हो सकता है ठीक है तो आप या तो ऊपर या नीचे जा सकते हैं और फिर यहां से प्रतिबिंब ले सकते हैं और फिर केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं जिसे मैं हमेशा सांड की आंख कहता हूं इस बारे में सोचें कि आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ को टागिटिंग कर रहे हैं आप इस चीज़ तक पहुँचते हैं तो आपको तब क्या करने की आवश्यकता है आपको यहां से सुधार करने की आवश्यकता है ताकि नुकसान कम से कम हो और अधिकतम पावर ट्रांसफर हो तो या एक डार्ट के खेल में क्या होता है आपको यहां कम अंक मिलते हैं और आपको यहां अधिकतम अंक मिलते हैं वहाँ आप अपने अंकों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं यहाँ हम उस पावर ट्रांसफर को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं तो इस विशेष वृत्त के भीतर किसी भी इम्पीडेन्स मान का उपयोग किया जा सकता है तब हमने दो संभावित डिजाइन देखे थे एक मामले में हम ऊपर गए थे और हमें इस विशेष नेटवर्क का एहसास हुआ दूसरे मामले में हम नीचे गए थे और इस विशेष नेटवर्क का एहसास किया फिर हमने एक और उदाहरण दो लिया इस विशेष मामले में अब इम्पीडेन्स यहाँ नहीं था इम्पीडेंस वास्तव में इस विशेष वृत्त के भीतर है इसलिए जब इम्पीडेंस इस विशेष वृत्त में होता है अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं ZL जो कि 100 j 30 है लेकिन आप इस विशेष क्षेत्र में इम्पीडेन्स मूल्य कोई भी रख सकते है यह विशेष अवधारणा लागू होगी इसलिए ZL से आप यहाँ इस ओर नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप इस विशेष वृत्त में नहीं हैं तो केंद्रीय बिंदु के माध्यम से प्रतिबिंब लें बिंदु 2 पर पहुंचे बिंदु 2 पर yL संबंधित मूल्य पढ़ें जो इस विशेष मूल्य द्वारा यहाँ दिया गया है फिर अब आप इस विशेष स्थिर वृत्त के साथ चलते हैं और जब आप यहां जाते हैं तो आप नए मान को पढ़ सकते हैं जो कि y1 है याद रखें कि वास्तविक भाग ऐसा ही होगा काल्पनिक भाग केवल बदल जाएगा तो हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें y में कुछ जोड़ने की जरूरत है तो जो कुछ भी y में जोड़े जाने की आवश्यकता है वह शंट में होना चाहिए इसलिए हमें 014 से 05 तक जोड़ने की आवश्यकता है तो क्या अंतर होगा अंतर 036 होगा और y में हम 036 जोड़ना चाहते हैं और y में यह हमेशा कैपेसिटेंस है इसलिए कैपेसिटेंस होगा जो मैंने यहां स्टेप दिखाया है तो शंट कैपेसिटेंस आप देख सकते हैं कि b का मान 036 होगा और हम कह सकते हैं कि jωC या j दोनों तरफ से छोड़ा गया है तो ωC 03650 होगा जो कि डीनोर्मलिज़ेड मान होता है और फिर यहाँ से हम C के मान की गणना 2 GHz पर कर सकते हैं तो यह कैपेसिटेंस का मूल्य है जिसे शंट में डालना होगा तो अब y1 से हमने प्रतिबिंब z1 पर लिया अब z1 का वास्तविक भाग एक होना चाहिए ठीक है अन्यथा आपने गलती की है अब काल्पनिक मान पढ़ें जो j11 है जिसे हमें j11 जोड़ना होगा इसलिए हमें j11 जोड़ने की आवश्यकता है और हमें इम्पीडेन्स में जोड़ना होगा और इम्पीडेन्स में कुछ भी जोड़ा जाने वाला श्रृंखला में होना चाहिए और j मान ωL या jωL होगा j यहां भी होगा और वह 55Ω का होगा और यहां से हम इंडकटैंस का मान ज्ञात कर सकते हैं और यह श्रृंखला में है तो यह एक यहाँ डिजाइन पूरा करता है ठीक हम कैपेसिटेंस के साथ समानांतर में क्या zL रखते है और फिर इंडकटैंस के साथ श्रृंखला में अब आप देख सकते हैं कि ये मान बहुत छोटे हैं ठीक है और यही कारण है कि हम आमतौर पर 1 या 2 गीगाहर्ट्ज से परे लुम्पड वाले इम्पीडेन्स मैचिंग की सिफारिश नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि ये घटक मूल्य बहुत छोटे हो जाते हैं ये डिजाइन कम आवृत्ति पर अच्छे हैं तो आमतौर पर हम उच्च आवृत्ति पर क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि लेकिन हमें इसके लिए वैकल्पिक डिजाइन पर भी ध्यान दें और इस बार हमने क्या किया है यह zL ऊपर जाने के बजाय यहाँ जा रहा है हम नीचे जा रहे हैं इसलिए यदि आप नीचे जा रहे हैं तो यह j014 था इसलिए आपने इस मान को पढ़ा इसका मतलब है कि अब हमें j064 जोड़ना होगा जिसे आपको जोड़ना होगा और चूंकि हम y में जोड़ रहे हैं और यह ऋणात्मक मान हैं यह एक शंट इंडक्टर होगा और यहां से आप इंडक्टर के मूल्य की गणना कर सकते हैं जो इसके द्वारा दिया गया है और फिर यहां से केंद्रीय बिंदु के माध्यम से बिंदु z2 पर पहुंचे यह बहुत महत्वपूर्ण है जब भी आप इस इम्पीडेन्स मैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया एक बात याद रखे कि अपने आप में छोटी संख्या को इगिंत करे ठीक है उदाहरण के लिए नंबर 1 आप zL लिखते हैं नंबर 2 yL लिखें आप इस लेखन y2 को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से आपने प्रतिबिंब लेखन z2 लिया है और फिर अब इस बिंदु पर हमें j11 जोड़ना है तो j11 कैपेसिटेंस होगा और यह श्रृंखला में होगा श्रृंखला कैपेसिटेंस जो हमें जोड़ना है और यह कैपेसिटेंस मान है और यह अपेक्षाकृत एक डिजाइन को पूरा करता है ये मूल्य पिछले मूल्य की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध हैं लेकिन फिर से यह डिजाइन इस अर्थ में बहुत अच्छा डिजाइन नहीं है कि यह हाई पास फ़िल्टर की तरह है जबकि एक पिछले एक लो पास फिल्टर था इसलिए अब तक हमने दो अलग अलग डिज़ाइनों का उपयोग किया है एक डिजाइन में लुम्पड तत्व का उपयोग करके हमारे पास इस विशेष वृत्त के अंदर zL मूल्य था एक और डिज़ाइन में हमें इस विशेष वृत्त के अंदर लोड इम्पीडेन्स करना था तो अब मान लीजिए कि इम्पीडेन्स में जो होता है वह कहीं न कहीं यहाँ है या यहाँ है ठीक उस स्थिति में आप वास्तव में इन दोनों दृष्टिकोणों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं तो ये दोनों दृष्टिकोण क्या थे मान लीजिए कि यदि लोड इम्पीडेन्स इस विशेष घेरे में थी तो आमतौर पर हमने जो कुछ किया हमने श्रृंखला में कुछ जोड़ा और फिर हमने उस प्रतिबिंब को लिया और फिर y समानांतर में था इस मामले में क्या हुआ हमने प्रतिबिंब लिया हम y तक पहुंचे और फिर हमने y में शंट में कुछ जोड़ा था तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ कहीं है कि इस विशेष बिंदु पर आप क्या करते हैं आप श्रृंखला में कुछ जोड़ते हैं और इस विशेष बिंदु तक पहुंचते हैं यहाँ से प्रतिबिंब लेते है इस बिंदु पर आते हैं और यह y1 jb होगा आप y में jb जोड़ते हैं और यह एक कैपेसिटेंस होगी जो आप केंद्र बिंदु तक पहुंच जाएंगे मान लीजिए बिंदु यहां कहीं था तो आप क्या कर सकते हैं आप फिर से श्रृंखला में कुछ जोड़ सकते हैं और फिर इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं ध्यान रखना यहाँ पर वापस आना हालांकि यहां से आप श्रृंखला में जाने के बजाय एक और काम भी कर सकते हैं जैसे आप वास्तव में कर सकते हैं एक प्रतिबिंब लें y पर जाएं और फिर आप शंट में कुछ जोड़ सकते हैं और फिर यहां तक पहुंच सकते हैं फिर आप श्रृंखला में कुछ जोड़ सकते हैं इसलिए समस्याओं को हल करने के कई तरीके हैं जब इम्पीडेन्ससिस न तो इस वृत्त में हैं और न ही इस विशेष वृत्त में हैं इसलिए आपके पास हमेशा विकल्प होता है जब इम्पीडेन्ससिस यहां होती हैं या फिर यहां होती हैं आप पहला घटक श्रृंखला में जोड़ सकते हैं फिर शंट में या पहला घटक शंट में हो सकता है या दूसरा घटक श्रृंखला में हो सकता है ठीक है अब एक बार जब वह डिजाइन पूरा हो गया है तो हमें एक पीसीबी डिजाइन करना होगा पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है तो हम देखते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं तो यहाँ हम इस लोड को देखते हैं इसलिए लोड से हमें यह कहना होगा कि पिछले डिजाइन मे यह एक चिप इंडक्टर है यह एक लो पास फिल्टर डिजाइन है लेकिन यह चिप कैपेसिटर हो सकता है यह जो भी मामला हो सकता है उसके आधार पर चिप इंडक्टर हो सकता है तो अब हम एक चिप इंडक्टर जोड़ने जा रहे हैं तो यह पीसीबी लेआउट क्या है यह एक एम्पलीफायर है वास्तव में यह उसी पीसीबी का हिस्सा हो सकता है जब एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के बाद आप वास्तव में उसी सब्सट्रेट का उपयोग करते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है आमतौर पर यह 50Ω लाइन के रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए आपने जो भी सब्सट्रेट किया है उसके आधार पर आप 50 Ω लाइन की चौड़ाई की गणना करते हैं और मैंने आपको माइक्रो स्ट्रिप लाइन के लिए सूत्र दिया है क्योंकि यह 50 Ω है इस 50 Ω का उपयोग करना बेहतर है तो यह चौड़ाई समान होगी और अब हम चिप इंडक्टर लगाते हैं और अब हमें यहां चिप कैपेसिटर लगाना होगा अब माइक्रो स्ट्रिप लाइन में ग्राउंडिंग के रूप में मैंने आपको बताया था कि आप एक पीटीएच का उपयोग कर सकते हैं जिसे प्लेटेड थ्रू होल के रूप में जाना जाता है लेकिन अगर आप देखते हैं कि मैंने केवल एक पीटीएच का नहीं मैंने यहां पर कई पीटीएच का उपयोग किया है तो मल्टीपल पीटीएच या छेद के माध्यम से प्लेटेड लगाने का कारण क्या है अब बस आपको बताना है तो हम क्या कर रहे हैं मान लीजिए यदि आप केवल एक विशेष पीटीएच का उपयोग करते हैं तो यहां दिखाए गए 6 का उपयोग करने के बजाय यदि आप केवल एक का उपयोग करते हैं तो क्या होगा हम कहते हैं कि यह सब्सट्रेट का ऊपरी हिस्सा है और यह सब्सट्रेट का निचला हिस्सा सभी ग्राउंड है मूल रूप से इस कैपेसिटर को ग्राउंड बनाया जाना है तो तुम क्या करते हो आपने होल के माध्यम से प्लेटेड को रखा है और इस होल के माध्यम से क्या होता है और होल प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या चढ़ाया जाता है मूल रूप से आप इसे पीसीबी निर्माता को दे सकते हैं जो आपके लिए पीसीबी का निर्माण करेगा और आपको वास्तव में होल के माध्यम से प्लेट लगाना होगा तो मूल रूप से उस होल के चारों ओर में वास्तव में तांबा लगा है तो शीर्ष कनेक्शन ग्राउंड कनेक्शन से जुड़ा है लेकिन अब सब्सट्रेट की एक निश्चित ऊंचाई है तो यह विशेष एकल छेद वास्तव में बोल रहा है इस बिंदु से ग्राउंड बिंदु के लिए एक इंडकटैसं जोड़ता है ठीक है तो वास्तविकता में यदि आप केवल एक डालते हैं क्या सर्किट श्रृंखला में एक चिप कैपेसिटर के साथ चिप इंडक्टर यहां से ग्राउंड तक देखेंगे और मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि यह इंडक्टर 05nH से 1nH के क्रम का हो सकता है और बहुत उच्च आवृत्ति पर हो सकता है जो डिजाइन में बहुत हानिकारक हो सकता है तो हमने इनमें से 6 को डालकर यहां क्या किया है तो यहां से ग्राउंड तक 1 इंडक्टर होगा यह दूसरा इंडक्टर होगा तो अब हमारे पास समानांतर में 6 इंडक्टर हैं और समानांतर में इंडक्टर होने से इंडक्टर मूल्य कम हो जाएगा और यदि इंडक्टर मूल्य कम हो जाता है तो ZjωL कम हो जाएगा और यह शॉर्ट सर्किट के करीब होगा अब ये चिप घटक चाहे वह चिप रेसिस्टर हो या चिप इंडक्टर या चिप कैपेसिटर वे विभिन्न आकारों में आते हैं ठीक है तो आप वास्तव में देखेंगे कि कई बार आप इसे कहते हैं 0402 या 0603 0805 1206 और इसी तरह अब ये मूल रूप से एक सामान्य रेसिस्टर या एक सामान्य इंडक्टर की तरह नहीं हैं जिन्हें आपने देखा होगा एक सामान्य रेसिस्टर यदि आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि एक रेसिस्टर ऐसा है जिसमे दो लीड हैं तो इंडक्टर या आपने एक इंडक्टर देखा होगा जो चारों ओर लिपटा हुआ है जो बहुत बड़े इंडक्टर मान हैं यहां हमें इंडिकेटर्स और कैपेसिटर के बहुत छोटे मूल्यों की आवश्यकता है और वे चिप के रूप में उपलब्ध हैं और ये संख्या वास्तव में क्या कहती है वास्तव में ये संख्या उनके आकार को दर्शाती है तो आप क्या देखते हैं पहले दो अंक पहले दो अंक मूल रूप से आपके समतुल्य हैं यहां एक बिंदु पहले रखें इसलिए यदि यह संख्या है तो यह 012" लंबाई है यदि यह संख्या 004" लंबाई है अब आपको केवल 004" बताने के लिए 1 मिमी के अनुरूप होगा 006 लगभग 15 मिमी के अनुरूप होगा और फिर अंतिम दो अंक मूल रूप से इस विशेष चिप घटक की चौड़ाई के अनुरूप हैं तो अगर यह 0 2 है जिसका अर्थ है 002" या 003" या 006" और मिलीमीटर में मान प्राप्त करने के लिए आप इसे 254 से गुणा कर सकते हैं तो बस अब आपको यह बताना है कि कौन सी आवृत्ति बेहतर है और कैसे तो आमतौर पर 0402 बोलना उच्च आवृत्ति से थोड़ा कम और कम और कम बेहतर होता है इसलिए यदि आप उच्च आवृत्ति पर डिजाइन कर रहे हैं तो मैंने यह भी टिप्पणी यहां लिखी है कि 25 गीगाहर्ट्ज तक 0603 0402 से बेहतर है क्योंकि इसकी उच्च पावर रेटिंग है तो सामान्य तौर पर यह एक उच्च आवृत्ति पर काम करेगा यह थोड़ा कम होगा यह कम होगा लेकिन फिर भी ये सभी गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में भी अच्छे हैं लेकिन पावर विसरण रेटिंग बहुत छोटी है इसलिए आमतौर पर 0402 या 0603 के इन मूल्यों को वे केवल 01W संभाल सकते हैं लेकिन डरो मत ज्यादातर समय जब हम माइक्रोवेव सर्किट के साथ काम कर रहे हैं यदि आप आउटपुट पावर दृष्टि नहीं देख रहे हैं यदि आप अधिकांश पावर की इनपुट पावर को देख रहे हैं स्तर 1 mW या 10 mW के क्रम के हो सकते हैं अंतिम चरण के उच्च पावर एम्पलीफायर को छोड़कर जो 1 W या 10 W या 100 W हो सकते हैं तो निश्चित रूप से इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए इन घटकों का उपयोग न करें इसलिए अब हम एक अन्य योजना पर ध्यान देंगे जिसे एकल स्टब मैचिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए यहां उदाहरण दिए गए हैं कि हम एक शॉर्ट सर्किटेड स्टब का उपयोग कर रहे हैं जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि माइक्रोस्ट्रिप तकनीक में हम श्रृंखला स्टब मैचिंग का उपयोग नहीं करते हैं आपने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोर्स सीरीज़ स्टब मैचिंग या शंट स्टब मैचिंग में अध्ययन किया होगा अच्छी तरह से माइक्रोस्ट्रिप में हम श्रृंखला स्टब का उपयोग नहीं करते हैं हम वास्तव में एक शंट स्टब मैचिंग का उपयोग करते हैं यह महसूस करना बहुत आसान है और आप यहां देख सकते हैं कि यह सभी इम्पीडेन्स मैचिंग तकनीक है इसके लिए किसी इंडक्टर या किसी कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं तो हम यहां ऐक उदाहरण लेते है कि ZL 60 j80 Ω है और इसे Z0 50 Ω के साथ सामान्य किया जाना है तो सामान्यीकृत मूल्य 605012 है 805016 अब आप स्मिथ चार्ट पर इस मान का पता लगाते हैं तो यह मान 12 आप यहाँ j का पता लगाते हैं आप नीचे जाते हैं और यह मान यहाँ zL से अधिक है अब यहाँ उन सभी तकनीकों के बारे में जिन पर हमने लुम्पड इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए चर्चा की है वे लागू नहीं हैं तो कृपया दो तकनीकों के बीच भ्रमित न हों तो यहाँ आप zL का पता लगाते हैं अब इसे केंद्र बिंदु के रूप में लें और इसे यहां त्रिज्या के रूप में देखें आप इस विशेष वृत्त को खींचते हैं ठीक है तो यह स्टेप दो है आप वृत्त खींचते हैं ठीक है तो अब यहां से अगला स्टेप है आप तिरछे विपरीत बिंदु को लें जो कि yL होगा तो यह एक स्टेप संख्या 3 है अब इस विशेष बिंदु yL पर आप क्या करते हैं हमें एकल स्टब मैचिंग करने की आवश्यकता है तो इस बिंदु पर यह वही है जो zL है और अब हम yL तक पहुँच चुके हैं और हमने ऐसा क्यों किया यह पहले जैसा नहीं है कि आपको नियत r वृत्त या नियत g 1 वृत्त पर जाना होगा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इसलिए यहां हम केवल इस पर जाते हैं और अब स्मिथ चार्ट पर आप वास्तव में देखेंगे कि यह भी लिखा है कि यह जनरेटर की ओर माप है या यहां यह बिंदु लोड की ओर मापा होगा इसलिए लोड से हम जनरेटर की ओर बढ़ रहे हैं या हम एम्पलीफायर की ओर बढ़ रहे हैं तो इस विशेष बिंदु पर केवल इस वृत्त पर आप तब तक चलते रहते हैं जब तक आप इस विशेष वृत्त पर नहीं आते जिसे आप जानते हैं कि यह एक r1 वृत्त है तो इस विशेष बिंदु पर आते हैं इसलिए यहां से यहां तक हमें लाइन की लंबाई को जोड़ना होगा हम कैसे मापते हैं या गणना करते हैं लाइन की लंबाई आप क्या करते हैं यहाँ से आप यहाँ तक रेखा खींचते हैं जहाँ भी यह केंद्र से कट रहा है आप इसे यहाँ पर रखते हैं और फिर आप यहाँ से यहाँ तक की लम्बाई नाप सकते हैं इन सभी चीजों का वास्तव में स्मिथ चार्ट पर उल्लेख किया गया है तो आपको केवल यह बताने के लिए कि यह वह बिंदु है जिसे आप यहां देख सकते हैं मैंने यहां इस विशेष बिंदु को ओपन सर्किट के रूप में दिखाया है और यह बिंदु शॉर्ट सर्किट के रूप में है मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि हम शंट स्टब का उपयोग करके सभी मैचिंग कर रहे हैं इसलिए शंट में यदि हम उस शंट को जोड़ रहे हैं तो हम केवल तभी जोड़ सकते हैं जब वह y में हो तो y में y 0 का अर्थ है ओपन सर्किट y∞ शॉर्ट सर्किट है और यहां से भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं इसलिए यदि आप इस पैमाने को यहाँ देखते हैं तो यह वास्तव में आपको 0 025 दिखाएगा और यहाँ वापस आता है जो 05 है तो यहाँ से यहाँ तक आधा 0125 की तरह कुछ होगा तो यह आप केवल इस मान को पढ़ सकते हैं इस मान को पढ़ सकते हैं अंतर ले सकते हैं और यह L101126λ के रूप में सामने आता है तो आप लोड पर क्या करते हैं हम जनरेटर के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप इसके साथ चलते हैं अब याद रखें कि ये सभी 50 Ω लाइन हैं आप इस विशेष चीज के साथ चलते हैं तो यह लंबाई 01126λ है और हम इस विशेष बिंदु पर पहुंच गए हैं अब याद रखें कि अभी सब कुछ ठीक है तो y1 क्या समान है कृपया सुनिश्चित करें कि यह 1 ठीक है यदि यह 1 नहीं है तो आपने कुछ गलत किया है अब आप संबंधित मान को पढ़ते हैं जो कि j145 है अब हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य साँड की आंख तक पहुंचना है जो केंद्रीय बिंदु है इसलिए यहां से हमें इस विशेष चीज के साथ आगे बढ़ना है लेकिन हम ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके भी यही काम कर सकते हैं आइए हम देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं तो यह j145 है तो हमें j145 को इसमें जोड़ना है और उस माइनस जोड़ को शंट में करना होगा क्योंकि हम y में कुछ जोड़ रहे हैं तो तुम क्या करते हो आप स्मिथ चार्ट पर j145 इगिंत करते हैं प्लस 1 को नही लेकिन -j 0 j क्योंकि आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है इसलिए j145 वास्तव में यह सब कुछ वृत्त के बाहरी हिस्से में होगा तो आप इस बिंदु का पता लगाएं जो कि j145 है और फिर आप क्या करते हैं आप यहाँ से लाइन खींचते हैं और यदि यह एक शॉर्ट सर्किट लाइन है तो आप इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट पॉइंट है मैं आपको यहां ओपन सर्किट स्टब के लिए भी डिजाइन दूंगा इसलिए यदि आपने इस विशेष चीज को एक शॉर्ट सर्किटेड के रूप में लेने का फैसला किया है क्योंकि मैंने शॉर्ट सर्किटेड स्टब का उपयोग करके उदाहरण लिया है तो शॉर्ट सर्किट से जो इस बिंदु पर है यहां हम जनरेटर की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए यदि हम जनरेटर की ओर बढ़ते हैं तो हम इस विशेष बिंदु पर रुकते हैं जो j145 होगा इस लंबाई को पढ़ें फिर से आप पढ़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और वह लंबाई L2 है जिसको आप यहाँ इगिंत करते हैं तो अब यह लंबाई L2 है जो 0096 है और यह एक छोटी है तो यह लंबाई L2 है तो हम शॉर्ट सर्किट का एहसास कैसे करते हैं फिर से शॉर्ट सर्किट का उपयोग करके महसूस किया जा सकता है अब मैंने यहां केवल एक के माध्यम से दिखाया है लेकिन आप वास्तव में दो शॉर्ट के माध्यम से या दो पीटीएच का उपयोग कर सकते हैं यहाँ भी और वह लंबाई L2 के बराबर और कुछ नहीं होगी तो आइए हम केवल डिज़ाइन को देखें जो हमारे यहाँ है वह अज्ञात इम्पीडेन्स है इस अज्ञात इम्पीडेन्स से हमने प्रतिबिंब को इस विशेष घेरे में ले लिया उस की त्रिज्या इसके द्वारा दी गई है तो आप इस विपरीत बिंदु पर जाते हैं इसलिए अब तक हम 1 से 2 तक पहुंच गए हैं इसके बाद yL से आप उसी वृत्तके साथ चलते हैं जब तक आप इस विशेष वृत्त तक नहीं पहुँच जाते y1 का मान पढ़ें जो कि यह है और इस विशेष चीज़ को करने से यहाँ हम इस विशेष बिंदु पर आए हैं इस विशेष बिंदु पर मान 1j145 है और यहां से हम इस विशेष बिंदु को देख रहे हैं तो इनपुट इम्पीडेन्स हमें यहाँ देखना है या आप कह सकते हैं कि इनपुट एडमिटन्स हमें यहाँ से देखना है और उसका मूल्य हमें क्या करना है हमें j145 जोड़ना होगा तो शॉर्ट सर्किट शुरुआती बिंदु से हम यहां इस विशेष बिंदु तक पहुंचते हैं तो यह मूल रूप से डिजाइन को पूरा करता है अब हम इस पूरी बात का एक और उदाहरण लेंगे सिवाय इसके कि एक शार्ट सर्किटेड लाइन के बजाय इस बार हम ओपन सर्किटेडलाइन को लेंगे और फिर यह भी देखेंगे कि विविधताएं क्या संभव हैं तो आइए हम उदाहरण लेते हैं कि ओपन सर्किटेड का उपयोग करके मैंने ठीक उसी समस्या को लिया है तो ZL पहले की तरह ही है Z0 सामान्यीकृत 12 j16 तो हमें स्टेप वाइज देखें कि वे बहुत समान स्टेप हैं तो यह हिस्सा भी बहुत समान दिखता है तो स्मिथ चार्ट पर zL इगिंत करें एक विशेष दूरी त्रिज्या रूप का वृत्त खींचते है जो कि स्टेप 2 है तो विकर्ण बिंदु 3 को जो कि yL है yL से आप इस ओर बढ़ते हैं कि आप y1 तक पहुँचते हैं अब इस बिंदु तक यह सब कुछ पिछले मामले की तरह ही है तो ठीक है कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन अब बदलाव यह है कि हमें जो जोड़ना है उसे जोड़ना है हमें इस विशेष बिंदु पर जोड़ना होगा j145 तो आप पहले की तरह j145 का पता लगाते हैं लेकिन अब हमारे पास एक ओपन सर्किटेड स्टब हैजहां एक ओपन सर्किटेड स्टब पॉइंट है यह ओपन सर्किटेड पॉइंटहै ठीक है इसलिए यहां से इस दिशा में कदम न बढ़ाएं क्योंकि यह लोड की ओर एक गति है जिसे हमें जनरेटर की ओर ले जाना होगा तो यहां से आप वास्तव में इस और इस के साथ आगे बढ़ते हैं और यह लंबाई 0346 λ ठीक है इसलिए इस विशेष चीज़ को यहाँ रखकर डिज़ाइन वास्तव में पूर्ण है ठीक है तो अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि किसका उपयोग कब किया जाए वास्तव में इस विशेष डिजाइन के लिए मैं इस विशेष समाधान की सिफारिश नहीं करता हूं शॉर्ट स्टब का उपयोग करना बेहतर है इसका कारण यह है कि यह लंबाई बहुत बड़ी है यह अब 0346λ है पिछले मामले में यह लंबाई 025λ के समान थी इसलिए आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि समस्या क्या है और तदनुसार आप समाधान चुनते हैं इसलिए एक ओपन सर्किटिड स्टब का उपयोग करने के बजाय बेहतर समाधान शॉर्ट सर्किटिड स्टब का उपयोग करना बेहतर है क्योंकि उस शॉर्ट सर्किटिड स्टब की लंबाई यहाँ पर इस से 025λ छोटी होगी आइए यहां पर ZL के बजाय एक अलग उदाहरण लेते हैं मान लीजिए अगर ZL यहां था तो आप क्या करेंगे ठीक है तो आइए हम इस बात पर ध्यान दें तो ZL यहाँ के बजाय यहाँ है ठीक है तो हम यहाँ पर zL का पता लगाते हैं फिर हम क्या करते हैं हम वृत्त को इस तरह से खींचते हैं यह अब थोड़ा बड़ा वृत्त होगा तो वहाँ से zL आप एक विकर्ण विपरीत बिंदु लेने जा रहे हैं और वह यहाँ इस विशेष बिंदु पर होगा तो अब यहाँ से आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है ठीक है क्योंकि आपको जनरेटर डिज़ाइन की ओर बढ़ना है इसलिए यहां से आप तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक आप वृत्त को पार नहीं कर लेते तो आपको इस बिंदु पर पार करने के लिए सभी तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है यहां तक कि इस विशेष बिंदु को पार करना इस वृत्त को पार करने पर कहीं भी स्वीकार्य है इसलिए यहां से हम उस वृत्त में चले गए केवल हम इस विशेष बिंदु तक पहुंच गए अब फिर से सबकुछ y है तो हम कह सकते हैं कि y2 1 होगा और अब मान शून्य होगा तो यह 1 jb होगा आइए हम कहते हैं जहां b संबंधित काल्पनिक हिस्सा है इसलिए आप स्मिथ चार्ट पर jb का पता लगाते हैं इसलिए स्मिथ चार्ट पर jb यहां कहीं होगा तो अब jb हमें जोड़ना है ठीक है इसलिए अब आपको यह देखना है कि कौन सी बेहतर चीज है यह बेहतर है कि आप ओपन सर्किट से शुरू करें क्योंकि आपको इस बिंदु पर जाना है तो यह लंबाई अपेक्षाकृत कम हो जाएगी यदि आप एक छोटे से सेट स्टब लेते हैं तो आपको सभी तरह से घूमना होगा तो इस विशेष समस्या के लिए जहां हम कहते हैं कि zL यहां कहीं है तो इस बिंदु पर यहां तक पहुंचें इस बिंदु पर रुकें इस मूल्य को पढ़ें यहां पर बिंदु का पता लगाएं और फिर आप ओपन सर्किट स्टब का उपयोग कर सकते हैं तो इस विशेष समस्या के लिए यह एक अच्छा समाधान नहीं है क्योंकि यह एक बड़ी लंबाई का उपयोग करता है एक शॉर्ट सर्किटिड चीज बेहतर विकल्प है लेकिन जो डिज़ाइन मैंने अभी आपको दिखाया है वह एक ओपन सर्किट स्टब के लिए बेहतर होगा क्योंकि यह एक छोटी लंबाई का उपयोग करेगा पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने स्मिथ चार्ट का उपयोग करते हुए विभिन्न लॉसलेस इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क के बारे में बात की थी लुम्पड तत्वों का उपयोग करते हुए हमने दो कॉन्फ़िगरेशनों के बारे में बात की जो एक लो पास नेटवर्क था दूसरा एक हाई पास नेटवर्क था मैंने इन दोनों दृष्टिकोणों के फायदे और नुकसान क्या हैं इसके बारे में भी बताया उसके बाद मैंने सिंगल स्टब मैचिंग तकनीक के बारे में बात की जिसमें एक शंट स्टब को इम्पीडेन्स मैचिंग करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के साथ रखा गया है इसलिए अगले व्याख्यान में मैं माइक्रोवेव सर्किट के विभिन्न अनुप्रयोगों के बाद ABCD और S मापदंडों के बारे में बात करूंगा इसलिए तब तक के लिए तुम मजे करो कड़ी मेहनत करें अगले व्याख्यान में मिलते हैं अलविदा